प्रोफेसर बाला क्युरिओ क्युरिओ जी सर प्रोफेसर बाला मेरे ख्याल में तुम एक महीने पहले यहाँ नियुक्त हुए थे मतलब तुम यहां 1 महीने से इंटर्न हो क्युरिओ हां सर प्रोफेसर बाला मेरे ख्याल में इतना समय सीखने के लिए काफी है मेरा अनुभव कहता है कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका कार्य स्वयं करके देखना है इसलिए तुम ग्राहक बनकर देखो ग्राहक के बारे में सोचो हमारे ग्राहक के बारे में क्युरिओ बिल्कुल सर तो मैं ग्राहक हूं और मैं सम्मानित ग्राहक हूं हां सर प्रोफेसर बाला ठीक है अब सोचो कि वे किन समस्याओं से गुजर रहे हैं ग्राहक की समस्याएं क्युरिओ हां ठीक है सर मैं एक ग्राहक हूं और मेरे पास एक अच्छा मोबाइल है एक प्रख्यात मोबाइल और हां सर मोबाइल बहुत धीमे काम कर रहा है जी सर हां प्रोफेसर बाला अब समस्या का समाधान सोचो क्युरिओ हां सर मोबाइल धीमे काम कर रहा है तो मैं एक प्रोसेसर इस्तेमाल कर सकता हूं जिससे वह तेजी से काम करने लगे हां सर प्रोफेसर बाला ठीक है अब तुम इस सबको लेकर एक प्रेजेंटेशन बनाओ और इसे ग्राहक के सामने प्रस्तुत करो क्युरिओ हां सर बिल्कुल पक्का सर प्रोफेसर बाला ठीक है क्युरिओ जी प्रोफेसर बाला 1 हफ्ते में प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए तुम्हें शुभकामनाएं क्युरिओ जी धन्यवाद प्रोफेसर बाला ठीक है बाय क्युरिओ यह पहली स्लाइड है ग्राहक की समस्या जो की धीमे चलने वाला मोबाइल है दूसरी स्लाइड इसका समाधान है तो समाधान एक नया या तेज प्रोसेसर जोड़ना है तीसरी स्लाइड मुझे अधिक मुनाफा देने वाली है और यह काफी आसान है श्रीमान ग्राहक नमस्ते पहली स्लाइड में समस्या का विवरण है और हमें यह समझ में आता है कि जिस प्रख्यात मोबाइल का प्रयोग आप कर रहे हैं वह बहुत धीमी गति से काम कर रहा है दूसरी स्लाइड मैं इसका समाधान है जो कि तेज प्रोसेसर इस्तेमाल करना है जिससे मोबाइल के काम करने की गति बढ़ जाए और तीसरी स्लाइड मुनाफा कैसे मिलेगा इसके विषय में है धन्यवाद ग्राहक क्या बस इतना सा क्या आपने किसी का इंटरव्यू लिया आपको यकीन से कैसे पता धीमे से आपका क्या मतलब है आपको प्रोसेसर बदलने मैं आने वाले खर्च का पता है यह प्रोजेक्ट कितने दिनों में समाप्त होना है टीम में कौन होगा आप इस समस्या का समाधान करेंगे तो आपका इस क्षेत्र में पुराना अनुभव कैसा है आपने इससे संबंधित कोई तैयारी की है क्या आपने मार्केट का सर्वेक्षण किया है क्युरिओ नहीं सर माफ कीजिए मैं आपके पास वापस आऊंगा प्रोफेसर बाला पहले परीक्षण और उसके बाद सीख तुम्हारी प्रेजेंटेशन इतनी खराब नहीं थी मेरी पहली प्रेजेंटेशन पूरी तरह से असफल थी मैं भाषा नहीं बोल पाता था कम से कम तुम इंग्लिश तो बोल सकते हो क्युरिओ मैं वाकई में किसी की मदद करना चाहता था सर मैंने अपने से शुरुआत की मुझे एक समस्या ढूंढनी थी मैंने अपनी स्थिति की कल्पना करी मैं एक समाधान भी प्रस्तुत करना चाहता था पर मैंने जो ख्याल सबसे पहले मेरे दिमाग में आया बस उसे लिख दिया और बाकी सारे मापदंड भूल गया इससे मेरी प्रेजेंटेशन काफी बेकार हो गई मैंने वाकई में सारे मापदंडों के बारे में नहीं सोचा प्रोफेसर बाला तुम्हारे वर्तमान तरीके में कुछ भी गलत नहीं है मेरा सिर्फ यह कहना है कि इसका एक बेहतर तरीका भी हो सकता है तुम NPTEL पर ऑनलाइन जाकर मेरे डिजाइन थिंकिंग के कोर्स को ध्यान से सुनो क्युरिओ ठीक है प्रोफेसर बाला मुझे लगता है कि तुम्हें वह काफी उपयोगी लगेगा क्युरिओ निश्चित रूप से प्रोफेसर बाला बढ़िया